तो हमने अब तक के व्याख्यानों में जो किया है उन्हें प्रयोगों के माध्यम से स्थापित किया गया है और प्रयोगों को समझने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि नंबर एक कृष्णिका विकिरण और इसका अर्थ है कि इसके वर्णक्रमीय घनत्व को एक दोलक के ऊर्जा स्तर को क्वांटीकृत लेकर समझाया जा सकता है और इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि यदि एक दोलक की आवृत्ति है तो यह ऊर्जा 0hν 2hν 3hν आदि और इसी तरह n तक ले सकता है n जो कि hν का क्वांटा है और इसके माध्यम से हमें एक वर्णक्रमीय घनत्व वक्र प्राप्त होता है जो प्रयोगों में पूरी तरह फिट होता है और यह 2 सीमाओं में चला जाता है νT बहुत बड़ा और बहुत छोटा होने के कारण यह संबंधित वीन और रेले जीन के सूत्र में चला जाता है नंबर 2 इतना ही नहीं हमने यह भी देखा कि विकिरण को स्वयं विकिरण अणुओं से मिलकर बना माना जा सकता है और मैं उस term पद का उपयोग कर रहा हूँ शाब्दिक रूप से आपको यह दिखाने के लिए क्योंकि यह विकिरण के एन्ट्रापी परिवर्तन के विचारों से आया है जब ऊर्जा को समान रखते हुए इसका विस्तार होता है और आयतन v1 से v2 तक बढ़ जाता है और यह एक आदर्श गैस के समान था तो विकिरण अणु और फिर फोटॉन कहलाते हैं जिनमें आवृत्ति के विकिरण के लिए ऊर्जा hν होती है और दूसरी तरफ मेरे पास दोलक हैं जो विकिरित करते हैं जिनमें ऊर्जा hν 2hν और इसी तरह होती है और दूसरी तरफ विकिरण में स्वयं में ऊर्जा hν होती है अब जो प्रश्न उठता है और मुझे वह प्रश्न लिखने दें वह है क्वांटीकरण इसका अर्थ है कि ऊर्जा hν 2hν और इसी तरह की इकाइयों में आने वाले दोलकों तक सीमित है जो विकिरित करते हैं और विकिरण की व्याख्या करते हैं अब मैं समझाता हूँ कि विकिरण करने वाले दोलक आवेशित कण होते हैं और जैसे जैसे वे त्वरित होतें हैं और आगे पीछे जातें हैं वे उसी आवृत्ति के विकिरण और निश्चित ही प्रकाश के रूप में विकिरण या जो कुछ भी देना शुरू करते हैं तो क्या यह यहीं तक सीमित है या यह और अधिक सामान्य है या और आइए हम उस प्रश्न को देखें या क्या परिमाणीकरण क्वांटीकरण प्रकृति का एक नियम है और इसका अर्थ है कि क्या यह यांत्रिक दोलकों जैसी अन्य निकायों पर लागू होता है और हम परमाणु देखेंगे और वह सब और यह पता चलता है कि यह अधिक सामान्य है और यह प्रकृति का नियम बन जाता है तो यह सब धीरे धीरे विकसित हुआ अब इस व्याख्यान में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह यह है कि क्वांटीकरण नियम यांत्रिक दोलकों पर लागू होता है साथ ही आपको इन सबके बीच एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी सिद्धांत या परिकल्पना का परीक्षण प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि है जो कि विज्ञान कहता है जो कुछ भी मैं प्रस्तावित कर सकता हूँ वह प्रयोगों द्वारा सत्यापन योग्य होना चाहिए या उस सिद्धांत की जांच करने के लिए प्रयोगों या प्रयोगों के आधार पर किसी प्रयोग और प्रयोगों की व्याख्या करनी चाहिए तो एक पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि में मैं आपको कुचालकों के लिए एक विशिष्ट ऊष्मा देने जा रहा हूँ और इसमें जो कुछ ज्ञात था उसे डुलोंग पेटिट नियम कहा जाता था जो कहता है कि कुचालकों की विशिष्ट ऊष्मा 3R प्रति मोल है और यह समविभाजन प्रमेय पर आधारित था याद कीजिए कि समविभाजन प्रमेय क्या है सम विभाजन प्रमेय कहता है कि एक अणु के लिए ऊर्जा प्रति स्वतंत्रता की कोटि kT2 है तो प्रति मोल ऊर्जा N Avogadro times kT2 होने वाली है जो कि RT2 के अलावा और कुछ नहीं है डुलोंग और पेटिट नियम ने जो देखा observe किया वह यह है कि एक ठोस में परमाणुओं के लिए ऊर्जा 12mv2 औसत गतिज ऊर्जा और 12kx2 औसत स्थितिज ऊर्जा दोनों द्विघात हैं और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के लिए दोनों के औसत RT2 RT2 है अब यह 3D में एक विमीय केस है हमारे पास क्या होगा तो यदि यह 3D ठोस है तो 3D से मेरा मतलब 3 आयामी से है प्रत्येक परमाणु में 3 स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है तो प्रत्येक परमाणु में ऊर्जा गतिज ऊर्जा 32mv2 होती है जिसका औसत मान यह होता है इस कोष्ठक ब्रैकेट से मेरा मतलब औसत 3RT2 प्रति मोल है और स्थितिज ऊर्जा 32kx2 है औसत 3RT2 प्रति मोल होने जा रहा है तो कुल ऊर्जा 3RT होगी और इसलिए विशिष्ट ऊष्मा इसका अर्थ है कि प्रति मोल विशिष्ट ऊष्मा ddT3RT3R होने जा रही है जो लगभग 24 जूल प्रति मोल है R मोटे तौर पर एक जूल है अब यह ठीक है यही देखा गया है कि यदि आप विशिष्ट ताप बनाम T को आरेखित करते हैं तो यह लगभग 24 जूल था हालाँकि जैसे जैसे T नीचे गया जैसे जैसे T कम होता गया आपने जो देखा वह यह था कि विशिष्ट ऊष्मा कम हो गई और T → 0 के लिए इस तरह 0 हो गई और इसे नहीं समझाया जा सका इसे शास्त्रीय समविभाजन प्रमेय द्वारा समझाया नहीं जा सकता है क्या क्वांटम सिद्धांत समझाने बचाव के लिए आ सकता है और ठीक यही होता है अब हम क्वांटम सिद्धांत के विकास पर चर्चा करते हुए पहले ही देख चुके हैं कि कृष्णिका विकिरण के केस में समविभाजन प्रमेय नहीं था अगर ऐसा होता तो रेले जीन का सूत्र होता ठीक है इसलिए किसी को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यदि यह सामान्य सिद्धांत है तो यह अन्य निकायों में लागू होगा तो आइए अब देखें कि क्वांटम यांत्रिकी के विचार उस समय के क्वांटम यांत्रिकी विचार T → 0 के लिए विशिष्ट ऊष्मा शून्य पर जा रही है को कैसे समझाता है अब हम पहले ही गणना कर चुके हैं कि प्रति दोलक औसत ऊर्जा hehνkT 1 के बराबर है हमने यही गणना की थी बस संक्षेप में बताने के लिए कि हमने यह कैसे किया हमने कहा कि एक दोलक में ऊर्जा 0hν 2hν और इसी तरह हो सकती है और ऊर्जा nhν होने की संभावना और कुछ नहीं बल्कि e nhνkTn0e nhνkT है और हम इसे संभाव्यता और ऊर्जा के साथ में गुणा करते हैं और हमें औसत ऊर्जा मिलती है E औसत ताप T पर n0nhνe nhνkTn0e nhνkT के बराबर था और इसने मुझे hehνkT 1 दिया और इसलिए N कणों के लिए मेरे पास 3N होगा जो स्वतंत्रता की 3N कोटियाँ है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में ऊर्जा hehνkT 1 है यह निकाय की ऊर्जा ET होने जा रही है इसलिए एक ठोस के लिए जिसमें N परमाणु होते हैं प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में आवृत्ति होती है कुल ऊर्जा ET 3NhehνkT 1 के द्वारा दी जाती है तो हमने पाया कि N कणों के लिए क्वांटम विचारों की ऊर्जा को लागू करना 3NhνehνkT 1 होने जा रहा है और इसलिए विशिष्ट ऊष्मा मैं इस निश्चितता पर नहीं जा रहा हूँ कि यह ठोस पदार्थों के लिए नियत आयतन या नियत दाब पर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी संपीडियता बहुत छोटी है तो Cp और Cv वास्तव में बहुत अधिक अलग नहीं हैं जो dEdT होने जा रहा है जो कि 3NhνddT 1ehνkT 1 होने जा रहा है जोकि और कुछ नहीं बल्कि 3NhνehνkT 1ehνkT 12hνkT है तो यह 3Nh22kT2ehνkT 1ehνkT 12 के बराबर है और यदि आप इसे ताप के एक फलन के रूप में आरेखित करते हैं तो जब T नीचे चला जाता है यह साथी चरघातांकी रूप से → 0 हो जाता है इसे देखने के लिए माने T → 0 फिर ehνkT→∞ बहुत बड़ी संख्या हो जाता है और इसलिए मैं C को 3h22kT2e hνkT के रूप में लिख सकता हूँ और वह → 0 है यह स्पष्ट करता है कि जब T → 0 हो विशिष्ट ऊष्मा को → 0 के रूप में होना चाहिए यदि आप क्वांटम विचारों का पालन करते हैं और यह फिर से क्वांटम सिद्धांत में विश्वास स्थापित करते हैं आइए देखें कि क्या यह डुलोंग पेटिट नियम की ओर भी जाता है तो हमने जो गणना की है वह C3h22kT2 ehνkTehνkT 12 है अब चूंकि T एक बड़े मान के लिए जाता है मैं ehνkT को लगभग 1hνkT के बराबर लिख सकता हूँ और इसलिए C3h22kT2×1×11hνkT 12 और वह 3h22kT2×1×k2T2h22 बन जाता है और यदि हम h22 पदों को रद्द करते हैं इनकी पहली पंक्तियाँ इनमें से एक साथ रद्द हो जाती है और T2 भी cancel हो जाता है और आपको परिणाम मिलता है जो कि 3kN या 3k प्रति परमाणु है जो वास्तव में 3R है इसलिए न केवल जब मैं यांत्रिक दोलकों पर क्वांटम विचारों को लागू करता हूँ तो मैं समझाता हूँ कि C → 0 को T → 0 के रूप में यह उच्च ताप पर भी सही सीमा तक जाता है वैसे C की गणना के इस मॉडल प्रतिरूप को आइंस्टीन मॉडल के रूप में जाना जाता है इसलिए मैं इस खंड को इस बात पर बल देते हुए समाप्त करता हूँ कि आइंस्टीन ने ताप → 0 के रूप में ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा के लुप्त होने की व्याख्या करने के लिए ऊर्जा के क्वांटीकृत मानों वाले एक दोलक के विचारों को लागू किया और इसने क्वांटम सिद्धांत में थोड़ा अधिक विश्वास दिया इस सप्ताह आने वाले 2 व्याख्यानों में मैं अब इस बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वर्णक्रम और सामान्य रूप से एक दोलक के ऊर्जा स्तर को समझाने के लिए अन्य निकायों पर क्वांटम विचारों को कैसे लागू किया गया था और इस प्रकार से क्वांटम सिद्धांत का निर्माण शुरू हुआ